चर गति ड्राइव के साथ ऊर्जा बचत क्रमशः कीवर्ड्सऊर्जा गति ड्राइव दबाव अंतर अश्व शक्ति की आवश्यकता फैन वक्र नियंत्रण लोड विशेषता लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कि वे काफी मात्रा में ऊर्जा बचा सकते हैं तो हम देखते हैं तो अब हम देखते हैं कि जब आप पर नियंत्रण होता है तो ऑपरेटिंग विशेषताओं का क्या होता है इसलिए यहां पंखे की वक्र है तो आप देख सकते हैं कि अब एक स्पंज वास्तव में एक प्रतिरोध डालता है इसलिए मूल रूप से हमारे पास यह था तो यह है आप स्पंज को लोड का हिस्सा मान सकते हैं इसलिए जब आप स्पंज को P K x Q2 की लोड लोड विशेषता को बंद कर रहे हैं यह K मान धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे स्पंज अधिक बंद हो रहा है और किसी दिए गए प्रवाह को चलाने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है यह स्वाभाविक है इसलिए जैसे जैसे स्पंज बंद हो रहा है यह वक्र इस तरह से शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यह k बढ़ रहा है अब ऊर्जा का क्या हो रहा है एक पंखे में ऊर्जा को वितरित की जा रही ऊर्जा P x Q है तो दूसरे शब्दों में यह इस आयत का क्षेत्र है किसी भी ऑपरेटिंग बिंदु पर इस ऑपरेटिंग बिंदु पर यह इस आयत का क्षेत्र है यह वह क्षेत्र है जब आप इस ऑपरेटिंग बिंदु ऑपरेटिंग पॉइंट नंबर दो पर होते हैं वास्तव में मैं एक अलग रंग ले सकता था ठीक है मुझे इस रंग को लेने दो इसलिए दूसरे ऑपरेटिंग बिंदु पर यह है और जब आप एक तीसरा ऑपरेटिंग बिंदु लेते हैं तो यह क्षेत्र ऊर्जा की मांग है ठीक है तो आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि क्या अंतर है यदि आप इस ऑपरेटिंग बिंदु से इस ऑपरेटिंग बिंदु पर जाते हैं ऊर्जा में अंतर क्या है ऊर्जा में अंतर वास्तव में क्या है यह हिस्सा आम है यह हिस्सा उनके बीच आम है क्या आप देख सकते हैं इसलिए यह आम है इसलिए यह चला गया है दूसरी तरफ यह चला गया है और इसे जोड़ दिया गया है इसलिए ऊर्जा की बचत वास्तव में इस एरिया 1 और इस एरिया 2 के बीच के अंतर को कम करती है जो बहुत कम है इसलिए आप देखते हैं कि भले ही आप इस ऑपरेटिंग बिंदु से चले गए हों आप एक सौ प्रतिशत से आए हैं अस्सी प्रतिशत प्रवाह के लिए ऊर्जा उस राशि से कम नहीं हुई है ऊर्जा केवल इन दो क्षेत्रों के बीच अंतर की मात्रा से ही सही है वास्तव में एक ही है इसलिए ऊर्जा की गिरावट इतनी अधिक नहीं है तो वास्तव में आप ऊर्जा वक्र देख सकते हैं तो आप देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल में जैसा कि आप 100 से 80 तक जा रहे हैं ऊर्जा दोष केवल इतना ही है बहुत कम है इसलिए आपके पास 20 प्रतिशत प्रवाह में कमी है लेकिन संभवत पांच प्रतिशत ऊर्जा की कमी है बिजली की कमी यह दबाव नहीं है यह शक्ति है गलत है ठीक है यही कारण है कि यह विधि इतनी ऊर्जा कुशल नहीं है आप ऊर्जा की बचत नहीं कर रहे हैं प्रवाह कम हो रहा है लेकिन आप ऊर्जा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं लेकिन यह बहुत आसान विधि है आपको अधिक की आवश्यकता नहीं है आपको या तो एक वाल्व या एक स्पंज की आवश्यकता है आप इसे बंद करते हैं और खोलते हैं अब क्या होता है यदि आप एक चर गति ड्राइव करते हैं अब यह वह विशेष मामला है इसलिए यदि आप यह देखना चाहते हैं तो हम आ सकते हैं यदि आप यह आंकड़ा देखना चाहते हैं तो यह क्या कहता है यह उदाहरण के लिए कहता है पंखे के वक्र के लिए जो हमने देखा है यदि आप सौ प्रतिशत सीएफएम सौ प्रतिशत प्रवाह लेते हैं तो हॉर्स पावर की आवश्यकता 35 हो जाती है हम देखेंगे कि यह उन वक्रों से 35 तक कैसे आता है यदि आपके पास अस्सी प्रतिशत है तो हॉर्स पावर की आवश्यकता भी 35 है तो भी शायद ही कोई कमी हो यदि आप साठ प्रतिशत हैं यह 31 तक गिर जाता है यदि आपके पास चालीस प्रतिशत है तो यह 27 गिर जाता है और लोड विशेषताओं से हमने देखा है कि सौ प्रतिशत लोड 10 प्रतिशत समय रहता है तो प्रति घंटे 35 प्रतिशत भारित घोड़े की शक्ति क्या है तो 35 हार्स पावर का स्तर 10 10 समय रहता है इसलिए भारित हॉर्स पावर 35 है हम सही हॉर्स पावर की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं इसी तरह 35 प्रतिशत फिर से 35 समय के 40 में रहता है जो कि 14 है तो 31 समय के 40 में रहता है यानी 124 और 27 समय के 10 में रहता है जो कि 27 है इसलिए औसत हॉर्स पावर की आवश्यकता 326 है इस आंकड़े को याद रखें हम वापस आएंगे और देखेंगे कि यदि आप एक चर गति ड्राइव करते हैं तो यह क्या है एक ही पंप के लिए और एक ही लोड प्रोफ़ाइल के लिए यदि हमारे पास एक चर गति ड्राइव है तो यह आंकड़ा क्या होगा तो हमारे पास 326 हॉर्स पावर लोड के लिए औसत हॉर्स पावर की आवश्यकता और पंप सही है तो बस हम यह भी देखना चाहेंगे कि ये 35 35 और 31 आंकड़े कैसे स्थित हैं क्योंकि अन्यथा आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें वापस जाने दें और ठीक है हम इसे कैसे बंद करते हैं ठीक है क्या मैं वापस जा सकता हूं तो मैं करूंगा मैं फैन कर्व पर वापस जा रहा हूं बस आपको दिखाने के लिए ठीक है हाँ हम फैन कर्व पर हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में यह लगभग 300 के एक फैन RPM के साथ गणना की गई है इसलिए यह 300 वक्र है इसलिए हम हैं इस वक्र को देखते हैं यह स्थिरांक आरपीएम 300 वक्र है ठीक है और हम सौ प्रतिशत पर हैं इसलिए यह यहां पर कहीं है आप देखते हैं कि यह कहीं पर है ठीक है अब आप देखते हैं कि यहां बिजली की आवश्यकता क्या है इन वक्रों को देखो यह 30 है यह निरंतर 30 वक्र है यह निरंतर 40 वक्र 40 हार्स पावर है इसलिए हम कहां हैं हम 35 पर हैं अब क्या होता है जब 80 प्रवाह होते हैं अर्थात जब आप यहां होते हैं तो आप मोटे तौर पर यहां होते हैं इसलिए आप 80 वक्र पर हैं अब आप देखते हैं कि आप कहाँ हैं यह वक्र और यह वक्र समानांतर में घूम रहे हैं इसलिए यदि यह यहाँ 35 है तो यह यहाँ भी 35 हो रहा है इसीलिए यह भी 35 है यह भी 35 है यदि आप 60 करते हैं तो आप यहाँ हैं आपका 60 कहीं पर होगा हाँ तो आप यहाँ हैं इसलिए यह थोड़ा कम है आप इसे देखें यह 30 वक्र है यह 40 वक्र है यह 40 वक्र है इसलिए और यह वास्तव में एक अरेखीय भिन्नता है क्योंकि 50 से 60 60 से 75 धीरे धीरे करीब आ रही है इसलिए 31 जैसा कुछ है 32 यह वास्तव में थोड़ा कम है इसलिए यह आप उन आंकड़ों को कैसे प्राप्त करते हैं एक वास्तविक पंप विशेषताओं से ठीक है तो अब हम फिर से जल्दी से आगे बढ़ते हैं चर पर जाओ चर गति ड्राइव मामले पर जाएं और देखें कि क्या होता है अब यहाँ इससे पहले कि हम चर्चा करें कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि फैन लॉज़ के रूप में क्या जाना जाता है इसलिए फैन लॉज़ क्या हैं कि मोटे तौर पर एक फैन में यदि आप काम करते हैं यदि आप गति को इस तरह से बदलते हैं कि क्यू अक्ष पर आप इन अनुपातों को प्राप्त करने जा रहे हैं और 2 तो अश्वशक्ति भिन्नता होने जा रहे हैं N2 के रूप में अलग अलग जा रहे हैं 3 तो इसी तरह यदि आप जानते हैं यह और आप P1 जानते हैं तो आप इस सूत्र द्वारा P2 की गणना कर सकते हैं क्योंकि 2 यदि आप यदि आप इन दोनों में से N को समाप्त करते हैं तो आप मूल रूप से इसलिए ये हैं यह गति N2 पर है और ये दोनों गति N2 पर हैं और ये दोनों गति N1 पर हैं ठीक है तो अब यह ज्ञात नहीं है हम वापस आते हैं ठीक है इसलिए हम इस चर गति फैन नियंत्रण को देखते हैं तो अब क्या होता है कि यदि आप गति को कम करना चाहते हैं तो हम किसी भी प्रकार का कोई डम्पर या कोई वाल्व नहीं लगाने जा रहे हैं दूसरे शब्दों में सिस्टम की विशेषता अपरिवर्तित बनी हुई है अब हम पंखे की गति बदल रहे हैं इसलिए पंखे की विशेषता बदल जाती है तो हम कहते हैं कि यह N1 है यह N2 है और यह N3 है और N1 N2 से अधिक है N2 N3 से अधिक है तो अब क्या होता है कि अब ऑपरेटिंग पॉइंट भी इसके साथ बदल जाएगा यह पहले वाला है और यह दूसरा है और यह तीसरा है इसलिए अब पावर की आवश्यकताओं का क्या होता है इसलिए पिछले एक के लिए पावर की आवश्यकता यह है पहले देखें कि हम प्रवाह को कम कर रहे थे दबाव बढ़ रहा था इसलिए पावर नहीं गिर रही थी जैसे जैसे हम गति कम कर रहे हैं यह सिर्फ यह नहीं है कि प्रवाह कम हो रहा है यह दबाव भी सही है और बहुत तेजी से गिर रहा है तो क्या होता है तो यह आवश्यक क्षेत्र है यह ऊर्जा है और इसी तरह इस मामले के लिए दूसरा ऑपरेटिंग बिंदु यह ऊर्जा है और तीसरे ऑपरेटिंग बिंदु के लिए यह ऊर्जा है इसलिए तीसरे ऑपरेटिंग बिंदु के लिए यह ऊर्जा है तो आप यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऊर्जा बहुत तेजी से गिरती है इसलिए ऐसा है ऊर्जा बचत के मामले में आपको भारी लाभ होने वाला है सही है तो अब आप देख सकते हैं कि पावर वक्र कितनी तेजी से गिरता है जो आपने आउटलेट डैम्पर कंट्रोल के मामले में देखा था तो यह ऊर्जा का सार है इसलिए यह दिखाता है कि ऊर्जा की बचत चर गति ड्राइव कैसे हो सकती है और बस आपको पता है कि बिंदु चलाएं हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम हैं हम बस उसी सूत्र को लागू कर रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि याद रखें कि Q1 100 में हमें 35HP की आवश्यकता थी इसलिए Q1 80 Q2 80 HP आवश्यकता होगी 35 x 08 3 जो कि 35 x 0512 के बराबर है जो लगभग 18 हॉर्स पावर के बराबर है इसलिए यह 18 है यदि आप इसे 06 3 से गुणा करते हैं फिर आपको 756 मिलेंगे इसी तरह 22 मिलेंगे इसलिए ये अब हॉर्सपावर की जरूरत हैं फैन लॉज़ को लागू करने और फैन क्लबों को देखने पर आपको इसी तरह के आंकड़े मिल सकते हैं क्योंकि फैन कर्व्स में फैन लॉज़ का पालन करते हैं ठीक है तो हम यहाँ हैं तो अब हमें ऊर्जा औसत हॉर्स पावर की आवश्यकताओं को देखें जब आप गति को भिन्न कर रहे हैं तो 100 मामला समान 335 है अस्सी प्रतिशत का मामला अब पूरी तरह से अलग है यह 35 था यह याद रखें कि यह 31 था और यह 27 था इसलिए अब औसत हॉर्स पावर की आवश्यकता 32 है जहां पिछले एक 13 पिछला कुछ 32 था तो आप कर सकते हैं कल्पना कीजिए कि लगभग 20 हॉर्स पावर जो चौदह सौ किलोवाट बिजली की बचत की गई है ठीक है चौदह हजार तो हाँ तो यह आप जानते हैं यह एक छोटी सी गणना है यह डॉलर का आंकड़ा है क्योंकि यह जिस स्रोत से लिया गया है लेकिन यह लगभग हमारे बराबर हो जाता है यदि आप लगभग 45 रुपये लेते हैं प्रति डॉलर यह लगभग 25 रुपये हो जाता है जो एक तरह की औसत दर है यह बिल्कुल नहीं है यह अवस्था से अवस्था में भिन्न होता है यह विभिन्न ऊर्जा स्लैब और औद्योगिक ऊर्जा पर भिन्न होता है दरें वैसे भी किलोवाट पर निर्भर नहीं होती हैं यह भी निर्भर करता है अधिकतम मांग पर यदि आप 25 रुपये लेते हैं और यदि आप यहां 25 रुपये लेते हैं तो आपके पास मोटे तौर पर पूछताछ नहीं हो सकती है आपके पास प्रति माह एक हज़ार किलोवाट घंटा दस हजार किलो प्रति किलोवाट घंटा प्रति माह 25 रुपये प्रति किलोवाट की बचत होती है एक फैन पर प्रति माह 25000 रुपये की बचत अब सवाल यह है कि क्या यह उचित है इसलिए क्या यह उचित है कि ऊर्जा के संरक्षण पहलू के अलावा ऊर्जा के कुशल होने की जरूरत है इस पर निर्भर करेगा देखें क्योंकि जीवाश्म ईंधन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है अगर आप उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं फिर लोग पैसे को देखने जा रहे हैं इसलिए यदि आप यह सब इस पर निर्भर करता है फिर से याद रखें कि पाठ्यक्रम के शुरुआती पाठों में हमने पूंजीगत लागत के बारे में बात की थी और हम लागत और हमने चर लागत के बारे में बात की थी इतनी ऊर्जा परिवर्तनीय लागत है इसलिए क्या लोग सरल प्रकार के नियंत्रण का सहारा लेने जा रहे हैं या नहीं क्या वे वास्तव में इस चर गति ड्राइव को खरीदेंगे या नहीं यह निर्भर करता है कि इन ड्राइव को खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है और कितने पैसे की आवश्यकता है कितनी बचत के खिलाफ उन्हें बनाए रखने के लिए ये ड्राइव ऐसा देती हैं मूल रूप से इस तुलनात्मक के कारण ये तुलनात्मक आंकड़े जो तय करेंगे व्यावहारिक रूप से बोलेंगे कि क्या कोई विशेष उद्योग इस तकनीक को अपनाने जा रहा है या दूसरे अब ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि आउटलेट स्पंज तकनीक अधिक सामान्य थी क्योंकि चर गति ड्राइव तकनीक इतनी विकसित नहीं थी यह इतनी मजबूत नहीं थी इसलिए यह बहुत महंगा था इसलिए लोग हमेशा अक्सर ऐसा करते थे भले ही वे ऊर्जा कुशल न हों लोगों ने इस स्पंज और वाल्व नियंत्रण प्रकार की तकनीकों का विकल्प चुना लेकिन अब इन चर गति ड्राइव ड्राइव के साथ वास्तव में मजबूत और लागत प्रभावी होने से पता चलता है कि यह इस तरह के उपकरणों के लिए चर गति ड्राइव को प्राप्त करने के लिए बहुत मायने रखता है तो यह इसलिए मूल रूप से यह लागत है और यह उपकरणों की खरीद की पूंजी लागत और रखरखाव की लागत है जो यह तय करती है कि क्या ये प्रौद्योगिकियां सही रूप से अनुकूलित होने जा रही हैं इसलिए आप यह देखते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है एक तकनीक को सस्ता बनाना और एक प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाना अन्यथा इसे अपनाया नहीं जाएगा इसलिए हम पंपों के रिसाव के लिए आगे बढ़ते हैं पंपों के लिए यह एक पंप विशेषता है फिर से वही चीज मूल रूप से एक ही चीज है इसलिए हम यह थोड़ी तेजी से करने जा रहे हैं इसलिए यह पंप विशेषता है और यह सिस्टम वक्र है जो फिर से है आप निश्चित रूप से जानते हैं इस अर्थ में थोड़ा अंतर है कि प्रशंसक गैसों को ड्राइव करते हैं जो कि संपीड़ित होते हैं और पंप तरल पदार्थ चलाते हैं जो आम तौर पर असंगत होते हैं इसलिए वहां थोड़ा अंतर होता है लेकिन यह अनिवार्य रूप से दिखता है कि सिद्धांत सभी समान है यह पक्ष आपके पास एक फ़ीट पानी में कुल हेड है ठीक है उचित पहले आपके पास इंच था क्योंकि वह गैस थी यह तरल है और आपके पास है यह आपको दिया गया है आपको एक इकाई चुननी होगी क्योंकि यह एक अमेरिकी संदर्भ से है इसलिए यह प्रति मिनट गैलन है तो प्रशंसक विशेषता के समान आपके पास एक पंप विशेषता हो सकती है जहां फिर से आपके ऊपर दबाव होता है मैंने एक गलती की अब हम कैसे वापस लौटेंगे हमारे पास नहीं है ठीक है तो यह अब मुश्किल हो रहा है उफ़ मैं यह कर सकता हूँ हाँ तो हाँ तो फिर से आपके पास यह दबाव है और इस तरफ आपके पास प्रवाह है और यह पक्ष आपके पास है आप विभिन्न आरपीएम जानते हैं आप देखते हैं इसलिए आपके पास है यह निरंतर हॉर्स पावर लाइनें और विभिन्न गति भी हैं इसलिए आप देखते हैं कि यह स्थिर हैं ये रेखाएं इन विभिन्न गति रेखाएं हैं और ये बिंदीदार रेखाएं पहले की तरह हैं ये बिंदीदार रेखाएं निरंतर विद्युत लाइनें हैं इसलिए यह पुरानी जैसी है ठीक है तो इस मामले में फिर से पिछले फैन के मामले में आप डैम्पर डालते हैं पंपों के मामले में आप वाल्व सही डालते हैं नियंत्रण वाल्व जो हम पहले से ही हमारे पहले पाठ में देख चुके हैं इस तरह का जब आप वाल्व बंद करते हैं आमतौर पर थ्रॉटलिंग को सही कहा जाता है इसलिए यह दिखाता है ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे शिफ्ट होता है अगर आपके पास एक सिस्टम है जो ओपन है एक सिस्टम जो एक और सिस्टम को ओपन करता है जो थ्रॉटल है तो फिर से आप देखते हैं कि लोड वक्र में बदलाव होता है और ऑपरेटिंग पॉइंट इस से इस राइट पर शिफ्ट होंगे तो वही बात यहाँ होती है पंपों के लिए यह एक चर गति पंप नियंत्रण है इसलिए आपके पास निरंतर गति ड्राइव है नियंत्रण का एक तरीका है या तो आपके पास एक स्थिर गति मोटर ड्राइव है और आपके पास एक वाल्व है या आपके पास पंप का एक चर गति ड्राइव है जो फीडबैक पर निर्भर करता है लोड के आधार पर मूल रूप से ड्राइव को नियंत्रित किया जाना है और कुछ गति संदर्भ दिए जाने हैं हम अपने भविष्य के व्याख्यान में विस्तार से देखेंगे कि ये कैसे मोटर और पंप की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ठीक है अब अगर हम गति को नियंत्रित करते हैं जैसे कि पंप की विशेषता अब नीचे आ जाएगी तो यह एन 1 है यह एन 2 है और एन 1 एन 2 से अधिक है इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट अब इस से स्थानांतरित हो जाएंगे ठीक पिछले मामले की तरह इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो इस पंप का एक समान विश्लेषण करें एक समान बात सामने आती है जो कि एक 1200 है हेड की आवश्यकता और BHP की आवश्यकता 25 25 है 960 पर थ्रॉटलिंग के लिए यह 23 है मुश्किल से कम है लेकिन चर गति ड्राइव के लिए यह बहुत कम है फिर से पंखे पंखे और पंप कानूनों के कारण ठीक है इसलिए एक समान बचत परिणाम देगी जो कि है तो हम वापस आते हैं इसलिए यह सिर्फ एक और चित्रण है कि यदि आपके पास एक है तो पता चलता है कि अगर आपके पास एक थ्रॉटलिंग विधि होती तो ऊर्जा इस रास्ते पर गिरती अगर आपके पास चर गति विधि है तो यह इस रास्ते पर गिर जाएगी इसलिए यह ऊर्जा की बचत है जो आप प्राप्त कर रहे हैं ठीक है अब सीट के बजाय किसी भी भार यह ऊर्जा की बचत है जो आपको मिल रही है इन दोनों के बीच एक अंतर है जो पर्याप्त है तो केवल एक चीज यह है कि पंप के मामले में एक है कभी कभी एक स्थिर सिर के साथ पंप संचालित होता है इसलिए यदि आपके पास स्थिर हेड है तो लोड की विशेषता हो सकती है यह बिना स्थिर सिर के साथ एक है जहां P KQ2 प्रकार की विशेषता लेकिन एक पंप स्थिर सिर के साथ भी काम कर सकता है जहां विशेषता P k1xQ2 k2 है इसलिए यह k2 स्थिर दबाव है जो पंप इनलेट पर है कभी कभी पंप ऊंचा हो सकता है तो आप इसे जानते हैं इस तरह के एक मामले में यह है यह एक है उदाहरण के लिए लोड पंप नीचे हो सकता है और लोड एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर हो सकता है यहां तक कि अगर यहाँ कोई प्रवाह नहीं है तो पंप पर हमेशा एक स्थिर दबाव रहता है इसलिए ऐसे भार को चलाने के लिए क्योंकि हम देखेंगे कि ऊर्जा की बचत कम हो गई है तो यह पता चला है कि स्थिर हेड के साथ यह है यह है यह थ्रॉटलिंग विधि है इसलिए और यह चर गति ड्राइव विधि है जिसमें कोई सिर ठीक नहीं है यह तीस एक प्रतिशत सिर के लिए है यह साठ है तीन प्रतिशत इसलिए जैसे ही सिर बढ़ता है ऊर्जा की बचत वास्तव में कम हो जाती है और थ्रॉटलिंग विधि की ओर बढ़ जाती है किसी भी तरह से वे ठीक बिंदु हैं इसलिए हमारे पास इस पाठ में जो कुछ भी है वह है हमने फैन और पंप विशेषताओं को देखा है हमने लोड विशेषताओं और लोड प्रोफाइल को देखा है और हमने दो प्रकार के नियंत्रण के लिए देखा है फैन आउटलेट स्पंज और पंप थ्रॉटलिंग नियंत्रण के लिए और पंप और फैन के लिए हमने चर गति नियंत्रण देखा है और हमने इन नियंत्रण योजनाओं की ऊर्जा विशेषताओं को देखा है और हमारे पास है मेरा मतलब है कि ऊर्जा बचत अधिकार का एक विचार है तो यहां आपके लिए कुछ प्रश्न हैं ऐसा क्यों है कि आमतौर पर लोड आवश्यकताओं को प्रवाह दरों के संदर्भ में कहा जाता है आपको अनुप्रयोगों को क्यों देखना है और हमने इस पर चर्चा की है ऐसा क्यों है कि लोड आवश्यकताओं को आम तौर पर परवलयिक दबाव प्रवाह विशेषताओं के रूप में दिखाया गया है और तीसरा यह है कि इस विशेषता से यह दिलचस्प होगा अगर आप पा सकते हैं कि दक्षता कैसे भिन्न होती है क्या यह बढ़ जाती है क्या प्रवाह कम होने से यह कम हो जाता है तो ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं और आपको बहुत धन्यवाद दे सकते हैं